अपने पिछले व्याख्यान से आगे बढ़ते हुए मैं प्रमस्तिष्क खंड की चर्चा करता हूं और मैं प्रमस्तिष्क खंड पर रुका हुआ नहीं हूं परंतु यह महत्वपूर्ण भी है यह एक ढांचागत मॉडल है जो यह बताता है कि हार्मोनल सिस्टम इत्यादि को देखता है यह स्मृति केभंडारण हार्मोन संस्थान यह सब आपस में जोड़ता है और हमारे पास इस बात के बहुत सारे रासायनिक मिलान के सबूत हैं और जिन लोगों को मस्तिष्क में चोट भी लगी है उनसे भी इस पूरी जटिलता को प्रमस्तिष्क खंड ही संतुलित करता है एक तरफ भावनात्मक प्रतिक्रिया और दूसरी तरफ बाहरी संवेदना इसे हम भावना और मौखिक याददाश्त के तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर देखते हैं यह भावनात्मक संस्थान का एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह क्यों करते हैं अब समाजशास्त्र में यह एक समस्या की तरह है अगर हम हर चीज को रासायनिक और विद्युत नियंत्रण के रूप में साबित करने की कोशिश करेंगे तब किसी भी व्यवहार के लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी परंतु एक तरफ यह एक सामाजिक समस्या तब प्रेम नैतिकता आदि सब व्याकुल हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमने यह भी साबित किया है कि लोग यह सब करने की कोशिश करते रहते है इन सब की शुरुआत मादक पदार्थों की लत निर्भरता और असामाजिक व्यवहार के अध्ययन के साथ हुई अगर आप इसको देखेंगे कुछ पल के लिए अपने आप को अलग करिए और इसका अवलोकन कीजिए क्या ऐसा नहीं होता है कि जिन चीजों में हमें आनंद आता है हम उन्हें बार बार करते हैं हमें आनंद मिलता है यह तब भी सत्य है जब हम गणित कर रहे होते हैं और हमें अच्छा लगता है तो हम उसे बार बार करने का प्रयास करते हैं तो हर कोई गणित पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करता है क्योंकि यह केवल किसी खास को ही आनंद प्रदान करती है चित्रकारी करनासब को अच्छा नहीं लगता परंतु किसी किसी को अच्छा भी लगता है या पानी पर सर्फ बोर्ड के माध्यम से सर्फर द्वारा मौज मस्ती करना या फुटबॉल के मैच में गोल पोस्ट पर खड़े होकर इंतजार करना और एक एक गोल के लिए घंटों इंतजार करना आप इनमें से क्या करना चाहेंगे यह सब क्या है क्या यह इच्छा शक्ति है महात्मा गांधी ने 348 किलोमीटर की पदयात्रा 61 साल की उम्र में प्रतिदिन 12 घंटे क्यों चल पाए देखिए यह अनुवादकीय समस्या विश्वव्यापी है जहां पर न्यूरोसाइंटिस्ट को दुनिया के साथ जुड़ना होगा व्यवहार के साथ भी जुड़ना होगा उनका उद्देश्य क्या होगा उनका उद्देश्य विधि को चुनौती देना होगा उन्हें इसको अपने से दूर करना होगा जो कि उनके शरीर के लिए बहुत ही कठिन कार्य होगा और यह एक बार में पूरा नहीं होगा अगर आप मारना चाहते हैं या हत्या करना चाहते हैं तो जाइए और बंदूक की गोली को चला दीजिए इसको करने के लिए आपको बहुत अधिक तैयारी के साथ करना होगा परंतु वह तैयारी भी इस कार्य का एक हिस्सा होगी 1 दिन में 12 घंटे चलना और वह भी 24 दिनों तक यह केवल एक ही कार्य नहीं है इसके लिए आपको अपने मन को लगातार उस अवस्था में रखना होगा जिन लोगों के सिर्फ एक ही पैर होता है वह माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ जाते हैं और दूसरे पहलू के रूप में अगर आप देखें तो ब्राउन सूगर जो कि एक नशा है उसको लेना क्यों नहीं छोड़ देता है जब लोग यह जानते हैं कि शराब नुकसान पहुंचाती है मादक पदार्थ नुकसान करते हैं फिर भी वे इसका सेवन क्यों करते हैं अगर आप इस पर बात करेंगे और आदमियों की सोच गायब हो जाएगी तो आप वास्तव में रसायनों के गुलाम हो जाएंगे और सभी भावनात्मक व्यवहार या वास्तव में सभी प्रकार के व्यवहार या तो पुरस्कृत करते हैं या दंडित करते हैं सकारात्मक सुदृढ़ीकरण अगर आप किसी को उपस्थित कराते हैं या कोई किसी प्रकार का रसायन का सेवन करता है तो उसे अच्छा महसूस होता है ऐसी स्थिति में बहुत संभावना है कि आपका मस्तिष्क इसे दोबारा करने के लिए कहे अगर कोई व्यक्ति कुछ लेता है और उसे डर महसूस होने लगता है तो बहुत संभावना है कि वह व्यक्ति उसे दोबारा प्रयोग में ना लाएं इसलिए पुनः यह बात कहेंगे कि आप अपने बच्चों को भी कुछ इसी तरह प्रशिक्षित करते हैं अगर आप उनकी कुछ प्रशंसा करते हैं तो वह उस कार्य को बार बार करेंगे अगर आप उनको दंडित करते हैं तो दंड देना हर वक्त कार्य नहीं करता है परंतु अगर आप उनसे वह छीन ले तो उनके पास विकल्प होंगे तो नकारात्मक पुरस्कार कम कारगर होते हैं सकारात्मक पुरस्कारों से परंतु फिर भी वह ऐसा कैसे कर लेते हैं इस प्रयोग को सरसरी तौर पर समझे यह वास्तव में मस्तिष्क को उत्तेजित करने की गतिविधियां हैं और यह वेंट्रल टैगमेंटल एरिया का विस्तार है जो इन न्यूरॉन्स को उत्तेजित करके डोपामिन का निस्तारण करते हैं चूहे हमेशा खाने और यौन संबंधों से ऊपर स्वयं को उत्तेजित करने में विश्वास रखते हैं आपने कई बच्चों को देखा होगा जो अपनी अंगुली को सूरज के सामने इस प्रकार रखते हैं और वह ऐसा करते हैं या बहुत सारे बच्चे इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं इससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है यह संपूर्णानंद जो उन्हें मिल रहा है इस क्रिया के दौरान वह डोपामिन जो कि वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से निकल रहा है उसके कारण संभव है और इसी चीज को आप भी खोज रहे हैं और यही सकारात्मक पुरस्कार है जो पुरस्कृत होने के एहसास को दिलाता है तो वह क्या करते हैं जब बंदर किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो वह न्यूरॉन्स से स्कोर दर्ज कर लेते हैं दर्शन द्वारा दी गई उत्तेजना पुरस्कार की अपेक्षा करती है तो यह प्रज्ज्वलन का प्रकार है जो कि वेंट्रल टैगमेंटल क्षेत्र में होता है वह हमेशा सीखने के संकेतों को प्रस्तुत करते हैं समय के साथ आप अगर कुछ विशेष प्रकार का कार्य करते हैं तो वास्तव में आप को पुरस्कृत किया जाता है और मस्तिष्क की चालाकी है कि अगर आप कुछ करेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा आप किसी कार्य को आशा के साथ पूरा करते हैं और वही पुरस्कार की अपेक्षा रखते हैं पर उस में अंतर होता है मान लीजिए कि आप कई पुरस्कार पा रहे हैं तब आपका मस्तिष्क निर्णय लेता है यह मस्तिष्क नहीं कहता है कि सब ठीक है मुझे किसी कार्य के लिए दो यूनिट पुरस्कार मिला और अगले कार्य के लिए भी दो यूनिट पुरस्कार मिलना चाहिए परंतु आप को 199 यूनिट पुरस्कार मिला तो मस्तिष्क इस पर निर्णय लेगा यही लटका स्रोत है हर बार मस्तिष्क उतना ही मांगता है अगर आप उसको उतना देते हैं तो वह इससे अधिक की कामना करने लगता है तो आपने इस पूरे गणनात्मक व्यापार की चला क्यों को देखा तो इन्हीं सब वजहों से किसी को लत पड़ती है कई तरीके की दवाएं जैसे कोकेन और अधिक प्रज्वलन जो आपको एक आनंद की अनुभूति कराता है तो खुशी के केंद्र के रूप में यह पहला स्थान है तो अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और उसमें आपको मजा आ रहा है उस स्थिति में जो छेत्र वास्तव में उत्तेजित होता है वह यही है और पुरस्कार प्राप्ति की कामना के लिए न्यूक्लियर अकमबैंस है तो मैंने आपको वह चक्र दिखाया था जिसे एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्सका हिस्सा है यह पुरस्कार और परिणाम को संचालित करता है जैसे कि अगर आप कुछ कर रहे होते हैं तो मन आपको बताता जाता है और आप यह जानते हैं कि यह कार्य गलत है अगर आपको किसी तरीके का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है तो भी आपके मस्तिष्क का उच्च केंद्र जोकि वास्तव में नैतिकता है मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है जहां पर आप के मस्तिष्क में वह भाग नहीं है जो सब कुछ नियंत्रित करता है इसलिए चीजों को करते रहना चाहिए जो कि आप को पुरस्कृत करती हैं और बहुत सारी खुशियां प्रदान करती हैं परंतु आपके मस्तिष्क का उच्च केंद्र हमेशा आपके पुरस्कारों का आकलन करता रहेगा और उसके अनुसार ही परिणाम होते हैं आप एक प्रकार की दवाका सेवन करते हैं तो आपको पता है कि क्या होगा परंतु एंटीरियर सिंगुलेट अगर छतिग्रस्त हो तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी खास तौर पर वह लोग जो सॉल्वेंट के दुष्परिणामों को झेलते हैं साल्वेंट से मतलब है जैसे कि जो लोग पेट्रोल पंप पर कार्य करते हैं उनके लिए उससे उनका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है और व्यवहार के परिणामों को मस्तिष्क ठीक से समझ नहीं पाता है यह इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत ही सुगम है और आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कुछ भी नैतिकता नहीं है परंतु वास्तव में एंटीरियर सिंगुलेट गायरस वह वहां पर उपस्थित नहीं होता है तो यह क्या है यह जो आखिरी वाक्य यहां पर लिखा है कार्य का पुरस्कार और कार्य का दंड अगर आप इसे गहराई से देखेंगे तो सब कोई यह कर रहा है और इसकी वजह से जैविक कारण है तब मैं सोचता हूं की यह कोई गुनाह है परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो या तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि वह मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है इस पर व्यवहारिक मनोरोग विभाग की शाखाओं ने काफी खोजबीन की है क्योंकि यह मस्तिष्क के नुकसान से संबंधित चीज है और इसके कानूनी पहलू भी अलग है परंतु अगर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं को जानता है और वह उसके अनुसार कार्य करता है तो यह अपने आप में कुल मिलाकर एक अलग मुद्दा होगा तो यह एक तरह की खींचतान जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच में है तो मुख्य चीज है कि अगर आप कोई चीज बार बार कर रहे हैं और आपका मन फिर भी उसका आदी हो गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और जुड़ गए हैंआप कुछ खास तरह की चीजें करते हैं और अधिक करने के लिए मस्तिष्क कोशिश करता रहता है परंतु समान मात्रा में निकले हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स समान मात्रा में प्रतिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि मस्तिष्क हमेशा और अधिक ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता मुनीराम हर कार्य के संपादन के बाद इसको वापस आना होता है उस एक शब्द पर जो मैंने आपको बताया था जिसे उत्तरजीविता कहते हैं मस्तिष्क का नेटवर्क सबसे पहले उत्तरजीविता पर कार्य करता है फिर दूसरा कार्य ब्रेन में सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखना होता है सामंजस्य हर चीज को यथास्थिति में ले आता है यहां तक कि अगर मस्तिष्क में भी कोई गड़बड़ी है और आप कोई संकेत भेज रहे हैं तो मस्तिष्क इसे संतुलन की अवस्था में लाने की कोशिश करता है और रसायनिक गड़बड़ इसको वापस अपनी सिटी में लाता है जब मस्तिष्क का यह सामान्य स्थापित करने वाला भाग नष्ट हो जाता है तो यह वह समय होता है जब बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और सब कुछ इधर उधर कूदना शुरू कर देता है तो जैसा कि मैंने कहा कि निकोटीन और कोकीन स्व उत्तेजना व्यवहार को ठीक करते हैं और यह पुरस्कार सर्किट है और फिर से जैसा कि मैंने आपको इस वेंट्रल टैगमेंटल क्षेत्र यह सब सामान्य दवाएं ऐसे रोगियों को दी जाती हैं और दुष्परिणाम जैसे अल्प्राजोलम और क्यों नज़ीपम के दुष्परिणामों में भी दी जाती हैं लोगों को सिर में दर्द क्यों होता है क्योंकि उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है और वह इसे अधिक मात्रा में लेने लगते हैं और कुछ समय के बाद वह मात्रा आनंद के लिए कार्य करना बंद कर देती है और आपको मात्रा को बढ़ाना पड़ता है परंतु अलग अलग दवाएं इसमें दखल अंदाजी कर सकती हैं अब संक्षेप में इन सब के आधार के बारे में बात करते हैं लिंग एवं लैंगिकता इस पर बहुत समय से झगड़ा चल रहा है जब इंसान का दिमाग आश्वस्त था परंतु इसका जैविक आधार क्या है हमारे पास लोकस कोरीलस वास्तव में आपकी लैंगिकता की आवश्यकता को नियंत्रण में रखता है अंतः चयन और पहचान के लिए हाइपोथैलेमस शामिल होता है ऑक्सीटॉसिन वह हार्मोन है जो कि यौन क्रिया के दौरान निकलता है ऑक्सीटॉसिन संयोगवश वह हार्मोन है जो कि शरीर में गर्मी को बढ़ाता है और मातृत्व गठबंधन को भी बढ़ाता है तो फीटस में गर्भाशय द्रव में चारों ओर ऑक्सीटॉसिन की मात्रा माता के साथ गठबंधन के लिए आवश्यक है वास्तव में एक नाक में डालने वाला छिड़काव इससे निर्मित है अगर आप उसे अपनी नाक में डालते हैं तो आपके अंदर बहुत गर्मी और सहानुभूति का प्रवाह होगा मैं नहीं जानता कि यह कार्य करेगा कि नहीं परंतु इस तरह के प्रयोग हमेशा होते रहते हैं क्योंकि ऐसा होता है तब बहुत अधिक लड़ाई और दौड़का लगभग नाश हो जाता है अग्रिम मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क खंड में पुनः वह तेजी के साथ सक्रिय हो जाते हैं जब वह यौन क्रिया कर रहे होते हैं अब इसको देखिए प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स वह एक हिस्सा है जो कि तय करता है और निर्णय लेने को नियमित करता है जब लोग यौन क्रिया में संलग्न होते हैं तब वहां प्रिफ्रंटल पर खून का दौरान घट जाता है इसलिए बहुत कुछ इसका रासायनिक नियंत्रण में होता है अब चाहे वह आपकी नैतिकता हो आपके द्वारा कोई निर्णय लेना हो या कोई घटना क्रम हो वह सब इसके द्वारा नियंत्रित होता है हां या ना हमें पता नहीं है बड़ा प्रश्न यह है कि मैं इसको यहां पर क्यों चर्चा में ला रहा हूं यह इस बात को प्रकाशित करेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है अगर आप इतिहास में मनुष्य की प्रजातियों के बारे में जानेंगे तो सारी लड़ाई की जड़ इन्हीं सब चीजों के लिए है जिसमें खाना जमीन यौन क्रिया स्त्री के लिए पुरुष के लिए लोग यह सब कर रहे हैं अगर आप इतिहास को देखें तो आपको ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा जहां पर लोग थोड़े समय के लिए शांतिपूर्वक रहे हो संपूर्ण इतिहास में आपको हिंसा ही दिखाई देगी और बहुत बृहद आधार पर इसीलिए हिंसा व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है इसलिए बड़ा प्रश्न यह है कि क्या लोग भावनाओं के बहाव के आधार पर कार्य करते हैं या समय समय पर जब शांति होती है तो चेतना के आधार पर कार्य करते हैं मुसीबत की घड़ियों में जोकि व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है क्या इन घड़ियों में भावनाओं का अति प्रभाव होता है सतही तौर पर ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं और बोलते हैं इसी प्रकार से यौन क्रिया के लिए भी इधर उधर कई तरह के अपराध होते रहते हैं क्या मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त है अब आप ऐसे लोगों के लिए एम आर आई नाम की बीमारी इनके बीच की स्थिति है बीच की समस्या है कि जब हम व्यवहार के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे लोगों की कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं हमारा उनके साथ कोई संपर्क नहीं होता केवल दवा देने की स्थिति में ही संपर्क होता है उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है हमारा उससे कुछ भी संपर्क नहीं होता है हमें यह पता नहीं होता उनके मस्तिष्क में क्या हो रहा है हो सकता है तभी हमें यह पता चले यह नेटवर्क की समस्या है मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि यह पूरी की पूरी नेटवर्क की समस्या है चूंकि हम अभी यहां पर नेटवर्क की बात कर रहे हैं इसलिए परंतु 10 वर्ष बाद हो सकता है कि हम कुछ और बात करें हमने मस्तिष्क की क्वांटम भौतिकी के गैर रेखाकित गति की चर्चा कर रहे थे ग्राफ सिद्धांत के साथ नेटवर्क के साथ हैमिल्टोनियन अवस्था के साथ और जो कंप्यूटर नहीं है उसके साथ परंतु अभी भी हमारे पास कोई भी पुख्ता सिद्धांत नहीं है आज भी हमारे पास मस्तिष्क का कोई भी भाग नहीं है और यह आश्चर्यजनक है क्योंकि मनोविज्ञान में वह ध्यान को करने के लिए बताते हैं क्या आप मोटे मोटे तौर पर यह जानते हैं कि अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स में कैसे संतुलन स्थापित होता है और वह वास्तव में कैसे कार्य करते हैं हम लोगों ने कई मानव निर्मित रसायनों का निर्माण कर लिया है जो शरीर में जाते हैं और उनकी क्रियाओं को परिवर्तित कर देते हैं हमारे पास काफी सारा डाटा है जो यह बताता है कि वह कैसे परिवर्तित करते हैं पर फिर भी हम इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं चाहे हमारे जो कुछ भी दावे क्यों न हो मोटे तौर पर हम लोग एस एस आर आईन्यूक्लियस एकमबेस को बदल क्यों नहीं देते और मादक पदार्थों की लत को रोक क्यों नहीं लेते क्योंकि हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो हमने यह देखा कि अगर हम इसको mri पर दें या फंक्शनल mri पढ़ने या किसी और चीज पर दें तो सभी मस्तिष्क के सह सहयोगी और सहयोगी सबूत पूर्ण नहीं होते हैं और यही एक समस्या है तो बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है कि क्या यौन क्रिया मंकी बदली हुई अवस्था है यह एक अच्छा अवसर है क्योंकि आपका पूरा प्रिंफ्रंटल काफी कम काम कर रहा है जोकि निर्णय आत्मक होता है और नैतिकता को देने और दिशा निर्देश करने वाला होता है और निर्णय लेने वाला होता है यह एंटीरियर सिंगुलेट गायरस के साथ ऐसा करता है और यह इस सारी क्रिया के दौरान निम्न क्रियात्मक होता है तब यह बदली हुई अवस्था होती है और आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं की बीमारी की अवस्था में क्या होता है दो बीमारी की अवस्था में भी आप निर्णय नहीं ले पाते हैं आप एक साथ किसी और दुनिया में होते हैं अगर आप इन सब चीजों के साथ में पूरे मस्तिष्क की क्रिया को बताएंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगले 20 वर्षों में बीमारी की और सामान्य अवस्था की सारी परिभाषाएं बदल जाएंगी और देखिएगा कि सब कुछ बदल जाएगा तो व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है और अब आप दोनों में समानता देखें प्रेम एक सामान्य अवस्था है या असामान्य अवस्था है कोई कहता है प्रेम सामान्य मानसिक अवस्था है जो कि पागलपन के बहुत ही नजदीक है अब आप इसे देखें यह बहुत ही मजेदार है क्योंकि जब तक आप की जानकारी या ज्ञान वास्तविक संदर्भों में नहीं लाया जाता तब तक यह मजेदार नहीं होता जब यौन क्रिया एवं प्रेम को बढ़ाने वाली दवाइयों का सेवन किया जाता है तो वहां क्या होता है तो हमारा ध्यान का केंद्र प्रेम की तरफ घूम जाता है और आप दूसरी दुनिया में खो जाते हैं आप किसी की कोई बात को नहीं सुनते हैं हमेशा की खोज में और चाहत में लगे रहते हैं और यह मानसिक व्यस्तता का कारण है जो लोग वास्तव में प्रेम के चक्कर में पड़े हैं उनसे अगर आप पूछें तो वह हर वक्त या तो अपने साथी के साथ अपने दिमाग को पढ़ रहे होते हैं या उस पर हर वक्त कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं या अति जागृत की अवस्था में रहते हैं या अति निद्रा की अवस्था में रहते हैं और हम सब यह जानते हैं कि ऐसे ही लक्षण देवदास में पाए जाते थे वातावरण के उत्तेजना से नकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं आपको पता है कि इस प्रेम के चक्कर में क्या क्या होता है पुत्र अपने पिता से झगड़ा करता है पुत्रियां भाग जाती हैं और सभी प्रकार के नाटक होते रहते हैं और अगर आप को इसी वजह से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है तो आप अवसाद की स्थिति में या उन्माद की स्थिति में या कपोल काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं और यही तीन चार चीजें होती हैं और अगर आप इन सब को जोड़ दें तो एक नई तरीके की स्थिति पैदा होती है जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं कोदांव पर लगाते हैं की मुझे यह चाहिए और मान लीजिए कि आपको उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो भी आप इन सब अवस्थाओं से ग्रसित हो सकते हैं और मस्तिष्क की रसायनिक अवस्था मे आप कुछ खास चीज को प्राप्त नहीं कर सकते और इसलिए आपको दवा का सेवन करना पड़ता है इसीलिए यौन क्रिया में भी ऐसा ही करना पड़ता है इसी तरीके की व्यावहारिक समस्याएं कई और सौ तरह की परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाती है मैंने तो यहां पर केवल इन 3 चीजों के बारे में चर्चा की है परंतु कई और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं आप अपने जीवन को भी खो सकते हैं या आप अपने आप को भी दांव पर लगा सकते हैं मैं इस विद्यालय में प्रवेश चाहता हूं मैं इतने अंक प्राप्त करना चाहता हूं और ऐसा होता नहीं है पर हम जिसे जानते हैं वह प्रेम है जिसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं और पुरुष का पुरस्कार का केंद्र प्रज्वलित होता रहता है परंतु 2 या 3 सालों में यह रासायनिक परिवर्तन सामान्य स्थिति में लौट आता है तो प्रेम यह वास्तविक ऊर्जा की अवस्था है और काफी लंबे समय तक नहीं रहती है लोग एक समय तो शादी करते हैं और कुछ समय के बाद आपस में अलग हो जाते हैं यह आपस में एक अलग तरह का मुद्दा है यह एक प्रकार की अवस्था है जो हमने देखी है भावुकता के क्षेत्र जैसे इंसुला और एंटीरियर सिंगुलेट कोरटेक्स यहां पर पर दिखाए गए हैं तो यह मन के परिवर्तन की अवस्था है क्योंकि हमें वापस अनुवाद वाली चीज पर आ जाना चाहिए बहुत सारे लोग जब प्रेम विवाह करते हैं और वह एक साथ रहते हैं फिर कुछ वर्षों के बाद एक सामान्य सी चीज वैवाहिक जीवन में होती है वह यह कहने लगते हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था अब आप मुझसे उतना प्रेम नहीं करते हैं तो दूसरा साथी कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं दिखाइए आप कैसे दिखा पाएंगे क्योंकि आप जैसा शुरुआती दिनों में प्रेम करते थे वैसा आप अब नहीं करते हैं वह बेचारा इंसान जीव विज्ञान को नहीं समझता है नहीं तो वह बोलता कि उस समय मेरा डोपामिन उत्सर्जन उच्च स्तर पर था और मेरे पुरस्कार केंद्र तक पहुंच रहा था और अब मेरा डोपामिन स्तर कम हो गया है यह एक तरह का तारा है तो इस तरह से समाप्त करना बहुत मजेदार रहेगा यह एक पुरुष मस्तिष्क है प्यार में डूबा हुआ मस्तिष्क और हवस में डूबा हुआ मस्तिष्क यह दोनों एक जैसे नहीं है जब किसी को उत्तेजक चित्र दिखाकर उसके मस्तिष्क का स्कैन किया गया तो उनके मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क खंड के क्षेत्र अधिक सक्रिय दिखे परंतु हवस का यह क्षेत्र उस क्षेत्र से बिल्कुल अलग है जब आप प्रेम की स्थिति में होते हैं परंतु अंत में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क खंड मैं प्रज्वलन शुरू हो जाता है और प्रेम की स्थिति होती है और वह दोनों आपस में मिलान खाते हैं क्योंकि उन दोनों में डोपामिन की बढ़ी हुई स्थिति पाई जाती है और अधिक मात्रा में डोपामिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है और इस तरह से पुनः हवस के स्तर को बढ़ा देता है और यही सब वास्तविक समस्याएं हैं जब हम मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं समस्या यह बहुत ही कठोर है और इन दोनों में अंतर करना बहुत ही कठिन है इस तरह से 3 सप्ताह के बाद और साडे 7 घंटे के व्याख्यान के बाद यह सब समाप्त होता है आशा करता हूं कि आप को इस विषय में कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी आप ने सोचना शुरू कर दिया होगा और आपके मस्तिष्क में कई सवाल भी होंगे जो आप हमें लिख सकते हैं या बता सकते हैं और हम लोग जब इस पर बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो जाएंगे तो एक सामूहिक तरह से अंत में चर्चा कर सकते हैं चौथे सप्ताह से बाहर निकलने से पहले आखिरी के दो तीन मिनट में आप समझ गए होंगे या आप अपने आप को बहुत विश्वस्त महसूस कर रहे होंगे इतना मुझे विश्वास है प्रेम की स्थिति में नेटवर्क कैसे प्रज्वलन कर रहे होंगे और अंतर ग्रंथन कैसे कार्य करें होंगे और हमने एमआरआई दोलन का कार्य करता है आपके मस्तिष्क में स्थित चूहा यह विद्युत उत्तेजना का कार्य करता है और दवाइयां इन के माध्यम से कार्य करती हैं क्रोध यहां से आता है और डर यहां से आता है अब सारी चीजों को एक साथ एकत्रित करिए और सबको एक साथ गिर जाने दीजिए क्योंकि जब हम किसी खास कार्य के बारे में बात करते हैं और किसी खास क्षेत्र के बारे में बात करते हैं उस क्षण हम पूरे मस्तिष्क के बारे में तस्वीर में बात नहीं करते जिस क्षण हम यह सब करते हैं हम नहीं जानते कि कहां पर क्या होने वाला है दूसरी बात मस्तिष्क में यह क्षमता होती है कि वह एक दूसरे को आपस में जोड़ सकें तो अगर आप 1 तरीके के व्यवहार की बात करते हैं तो आपको निराशाजनक क्षेत्र को एक साथ सक्रिय होते दिखाई पड़ेगा और आप यह नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है या आप मस्तिष्क के कुछ सक्रिय क्षेत्रों को लेंगे मान लीजिए हम सब सीधे तरीके से व्यवहार को अनुवादित करने में सफल हो गए तो भी मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि आपको एक भी व्यवहार नहीं मिलेगा कुछ क्षेत्रों में तो 10 से अधिक तरह के व्यवहार पाए जाते हैं अगर आप पहली चीज पर वापस जाएंगे जहां से हमने शुरुआत करी थी हम लोगों ने कई स्तरों पर बात की है जोकि माइक्रो ट्रिब्यून से शुरू हुई जहां पर पेनरोज और हेईमोटो क्वांटम भौतिकी के बारे में बता रहे थे अंतर ग्रंथन 05 मिली सेकंड प्रसारण से लेकर न्यूरॉन्स को समाहित करके उनको कार्य कराना 10 मिली सेकंड से 100 मिली सेकंड तक एग्जाम 25 से 120 प्रति सेकंड तक के बारे में बात कर रहे थे फिर जब आप आगे बढ़े तो आपने न्यूरॉन्स के संगठन के बारे में पढ़ा जो कि हेबीयन के प्रिसिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक प्रज्वलन के तरीके से होता है और स्मृति का निर्माण करता है मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र डोपामिन का अधिक स्राव करते हैं करते हैं जिसके माध्यम से पुरस्कार की प्राप्ति या दंड की प्राप्ति एक साथ मिली कॉलम्स और माइक्रो कॉलम्स में जाती है जहां पर बड़े स्तर पर संगठित होकर डाई पोल पर भेज दिया जाता है और वोल्टेज में अंतर या वोल्टेज विद्युत यह दोलन को उत्पन्न करते हैं और दूसरे हाथ पर थैलेमस एकीकृत और अंतर करने का कार्य करता है तथा सूचनाओं को एकीकृत करता है थैलेमो कॉर्टिकल क्षेत्र इस अलगाव को उत्पन्न करता है जो आप को जागृत या नींद की अवस्था में रखता है और हमने अभी इसके बारे में बात नहीं की है फिर प्रमस्तिष्क खंड होता है जो कि भावनात्मक चीजों के लिए प्रज्वलन करता है उसके बाद सैरीबेलम जहां पर और अधिक संख्या में कोशिकाएं प्रज्वलित होती हैं और गति को बेसल गैंगलिया की तरफ मोड़ देता है जो वहां पर निर्णय लेने के लिए स्थित है और इस तरह से हमने सब को एक साथ रख लिया अगले सप्ताह के व्याख्यान में हमने सब को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे और हम वैश्विक मस्तिष्क की अवस्था को देखेंगे और देखेंगे कि हम उस में कुछ अर्थ निकाल पाते हैं कि नहीं